छात्रों का स्वागत है तो हम प्रबंधन निर्णय लेने के एक उपकरण के रूप में मानक लागत निर्धारण के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं और पिछली कक्षा में हमने चर्चा की हमने मानक लागत क्या है और मानक लागत की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में सीखा मानक लागत की क्या आवश्यकताएं हैं या आप कह सकते हैं कि मानक लागत क्यों तर्कसंगत हैं इसके बारे में भी जाना लागत को नियंत्रित करने और प्रबंधन निर्णय लेने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है विशेष रूप से लागत को नियंत्रित करने में ये भी हमने सिखा इसलिए इस वैचारिक चर्चा के बाद अब हम इस बारे में जानेंगे कि वो अलग अलग कौन से विचरण हैं जिनकी गणना की जा सकती है या जिनकी हम गणना कर सकते हैं और एक बार वो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हो जायें सभी विचरण हमारे साथ उपलब्ध हो जायें तब हम जानेंगे कि उनका विश्लेषण कैसे किया जाता है और रोज़मर्रा के निर्णय लेने में कैसे उनका उपयोग करना है या लागत के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए है ना तो मैंने आपको पिछली कक्षा में ही बताया था कि मोटे तौर पर विचरण तीन प्रकार के होते हैं सामग्री विचरण श्रम विचरण और ओवरहेड विचरण तो अब हम पहले सामग्री विचरणो को जानेंगे कि सामग्री विचरण क्या हैं इनकी गणना कैसे करें और कैसे सामग्री विचरण लागत को नियंत्रित करने में उपयोगी हो सकता हैं इसलिए मैंने आपको बताया है कि सामग्री में हमारे पास 5 प्रकार के विचरण हैं या हम 5 प्रकार के विचरणो की गणना कर सकते हैं और हम उन्हें सीखेंगे उन विचरणो की गणना कैसे करें और फिर उस पर आगे की चर्चा करेंगें तो सामग्री विचरण 5 प्रकार के हैं सामग्री लागत विचरण यह MCV है सामग्री मूल्य विचरण यानी MPV सामग्री उपयोग विचरण जो MUV है फिर सामग्री मिश्रण विचरण जो MMV है और अंत में सामग्री प्रतिफल विचरण इसलिए जब आप इन 5 विचरणो की गणना करते हैं तो उद्देश्य क्या है हम क्या पता लगाने का इरादा रखते हैं और हम इनकी गणना कैसे कर सकते हैं इसलिए जैसा कि नाम से संकेत मिलता है सामग्री लागत विचरण जिसकी हम गणना करने जा रहे हैं है दो लागतों मानक लागत और वास्तविक लागत के अंतर से निकालेंगे एक बार जब हमने सामग्री की मानक लागत की गणना कर ली है तब हम वास्तविक उत्पादन के लिए जाएंगे और सामग्री खरीदेंगे और फिर पता लगाएंगे कि इसका अनुमानित मूल्य या प्रत्याशित मूल्य या मानक मूल्य और उत्पादन के 1 इकाई के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा क्या है तो इसका मतलब है कि कीमत और मात्रा लागत निर्धारित करती है तो सामग्री की मानक लागत क्या थी और सामग्री की वास्तविक लागत क्या है हमने कितनी सामग्री का उपभोग किया है हम वांछित मात्रा के निर्माण के लिए कितनी मात्रा में सामग्री के उपभोग का इरादा रखते हैं और हमने वास्तव में लागत का कितना भुगतान किया है तो यह सामग्री की मानक लागत और सामग्री की वास्तविक लागत के बीच का अंतर है और फिर हम 2 आगे के विचरणो की गणना करते हैं जो मिलकर पहले को बनाते हैं यानि सामग्री कीमत विचरण तो सामग्री लागत विचरण मूल रूप से सामग्री मूल्य विचरण और सामग्री उपयोग विचरण का फलन है इसे सामग्री मात्रा विचरण भी कहा जाता है सामग्री उपयोग विचरण या सामग्री मात्रा विचरण ये 2 विचरण हैं तो आप समझते हैं कि वास्तव में लागत क्या है लागत मूल रूप से मूल्य और मात्रा या उपयोग का फलन है तो सबसे पहले हम सामग्री लागत विचरण की गणना करेंगे जिसे MCV कहा जाता है फिर हम सामग्री मूल्य विचरण की गणना करेंगे और फिर हम सामग्री मात्रा विचरण की गणना करेंगे और फिर हम इसे समेकित करेंगे तब आप इस लागत पर पहुंचने में सक्षम होंगे जो कि सामग्री लागत विचरण है तो सामग्री मूल्य विचरण मूल रूप से क्या है सामग्री का मानक मूल्य क्या है और सामग्री की वास्तविक कीमत क्या है क्योंकि जब हम मानक तैयार करते हैं तो हम जानते हैं कि हमें सामग्री खरीदने के लिए क्या संभावित कीमत चुकानी पड़ेगी और फिर वास्तव में उत्पादन की आवश्यकता के लिए सामग्री खरीदने हम बाजार जाते हैं हम अलग अलग सर्वेक्षणों अलग अलग सूचनाओं या कहें बाजार की उपलब्ध जानकारी के आधार पर कीमत की आशा करते हैं और उसके आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि यदि हम मौसम के दौरान सामग्री खरीदते हैं या थोक में या स्रोत से तो हमें क्या कीमत चुकानी होगी इसलिए हमारी आवश्यकता के अनुसार हम आपूर्ति स्रोत तय करते हैं अगर हम थोक में सामग्री खरीदने जा रहे हैं तो हम सीधे उस कच्चे माल के निर्माता या उस कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता से संपर्क कर सकते हैं अगर हम कम मात्रा में निर्माण कर रहे हैं तो हम कुछ वितरकों से संपर्क कर सकते हैं इसलिए हमें उस कीमत का पता लगाना होगा कि वह संभावित कीमत क्या हो सकती है उस सामग्री की 1 इकाई को खरीदने के लिए मानक मूल्य या और इसी तरह निर्माण के लिए तैयार उत्पाद की 1 इकाई के लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता है उदाहरण के लिए तैयार उत्पाद की 1 इकाई के निर्माण के लिए कच्चे माल की 4 इकाइयों की आवश्यकता होती है तो इसका मतलब है कि तैयार उत्पाद की 1 इकाई के निर्माण के लिए मानक मात्रा 4 इकाइयां है तो इसका मतलब है सामग्री मूल्य विचरण की गणना करने के बाद हम सामग्री उपयोग विचरण की की गणना करेंगे और फिर हम इनका योग करेंगे जो सामग्री लागत विचरण बन जाएगी तो इसका मतलब यह है कि मात्रा विचरण मूल रूप से उस उत्पाद यानि तैयार उत्पाद की 1 इकाई के लिए आवश्यक मानक मात्रा और हमने जो वास्तविक मात्रा का उपयोग किया है के बीच का विचरण है इसलिए हमें उन विचरणों का पता लगाना होगा 1 इकाई के लिए मानक 4 इकाई था वास्तविक में 1 इकाई के लिए यह 6 इकाइयां हो सकती है तो हमने 2 अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग क्यों किया है और क्या यह अपव्यय के कारण था या सामग्री की हीन गुणवत्ता के कारण या हो सकता है कि हमारे मानक सही नहीं थे किसी भी कारण से यह हो सकता है हमें उस कारण का पता लगाना होगा और हम उन विचरणों को हटाना होगा उसके बाद हम सामग्री मिश्रण विचरण के लिए जाएंगे सामग्री मिश्रण विचरण मूल रूप से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के मिश्रण के संबंध में है जैसे विभिन्न उद्योग विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं कभी कभी एक प्रकार का कच्चा माल पर्याप्त नहीं होता है हम कई प्रकार के कच्चे माल का उपयोग करते हैं और हम विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का मिश्रण बनाते हैं और फिर हम बाजार से उस मिश्रण की वास्तविक खरीद करते हैं और उसका उपयोग करते हैं इसलिए हम यह पता लगाएंगे कि सामग्री का मानक मिश्रण क्या था सामग्री का वास्तविक मिश्रण क्या है और क्या कोई अंतर है क्या उस मानक मिश्रण और वास्तविक मिश्रण में कोई विचरण है और अंतिम में प्रतिफल विचरण है प्रतिफल विचरण की गणना भी करते हैं और यह विचरण मूल रूप से वास्तविक प्रतिफल और मानक प्रतिफल के बीच है दिए गए आगत से वास्तविक प्रतिफल क्या है और दी गई आगत से मानक प्रतिफल कितनी अपेक्षित थी और दोनों के बीच अंतर क्या है हम इन 5 विचरणों की गणना करेंगे और फिर हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये विचरण क्यों हैं नकारात्मक भी सकारात्मक भी हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचरणों का विश्लेषण करना होगा यदि वे दहलीज़ के स्तर से परे हैं तो इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह प्रतिशत या निरपेक्ष मूल्यों में हो सकती है और फिर हमें विचरणों की गणना और उनका विश्लेषण करना होगा ताकि उन विचरणों के कारण का पता लगाया जा सके तभी उन कारणों को अलग किया जा सकता है और हटाया जा सकता है इसलिए अब हम इन विचरणों की गणना और सूत्रों को सीखने के साथ आगे बढ़ेंगे बढ़ाएंगे तो इन विचरणों की गणना कैसे करें सबसे पहले सामग्री लागत विचरण है जिसे MCV कहा जाता है एमसीवी की गणना सामग्री की मानक लागत घटाव सामग्री की वास्तविक लागत के रूप में की जा सकती है यह विचरण है सामग्री की मानक लागत घटाव सामग्री की वास्तविक लागत तो मानक लागत क्या है और हमने जो भुगतान किया है वास्तविक लागत क्या है यही विचरण है जो MCV होगा यानि यानी सामग्री की मानक लागत घटाव सामग्री की वास्तविक लागत इस विचरण की गणना 2 प्रकार से की जा सकती है जैसा कि मैंने आपको बताया कि लागत मूल रूप से 2 चीजों का फलन है यानि सामग्री मूल्य और उपयोग विचरण तो सामग्री लागत विचरण एमपीवी जोड़ एमयूवी के बराबर होती है यानि सामग्री मूल्य विचरण जोड़ सामग्री उपयोग विचरण और अंत में आप सामग्री उपयोग विचरण को भी तोड़ सकते है सामग्री उपयोग विचरण वास्तव में सामग्री मिश्रण विचरण और सामग्री प्रतिफल विचरण का फलन है तो सामग्री लागत विचरण की गणना का एक सीधा तरीका मानक लागत और वास्तविक लागत की गणना करके है तो यह सामग्री लागत विचरण हो जाता है दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप पहले सामग्री मूल्य विचरण और सामग्री उपयोग विचरण की गणना करें और फिर आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं जो सामग्री लागत विचरण होगा या दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप सामग्री मूल्य विचरण की गणना करें और इसमें सामग्री मिश्रण विचरण और सामग्री प्रतिफल विचरण को मिला दे तो यह भी सामग्री लागत विचरण बन जाएगा तो किसी भी तरह से आप इन विचरणों की गणना कर सकते हैं और अंततः एक बार जब हमारे पास सभी विचरणों के मान हो जायेंगे तब हम इन विचरणों का विश्लेषण करेंगे और उन विचरणों के कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे तो यह पहला विचरण है अब हम दूसरे विचरण की गणना करेंगे जो कि सामग्री मूल्य विचरण है अब सामग्री मूल्य विचरण की गणना कैसे कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि सामग्री मूल्य विचरण की गणना ऐसे की जा सकती है वास्तविक मात्रा गुणा प्रति इकाई मानक मूल्य घटाव प्रति इकाई वास्तविक मूल्य लेकिन मानक मूल्य और वास्तविक मूल्य प्रति इकाई होना चाहिए हमें प्रति इकाई के रूप में गणना करना होगा फिर सामग्री उपयोग विचरण और जब आप सामग्री उपयोग विचरण की गणना करते हैं तो यह प्रति इकाई मानक मूल्य गुणा मानक मात्रा घटाव वास्तविक मात्रा होती है तो ये 3 विचरण हैं सामग्री लागत विचरण सामग्री मूल्य विचरण और सामग्री उपयोग या सामग्री मात्रा विचरण तो सामग्री मूल्य विचरण वास्तविक मात्रा गुणा प्रति इकाई मानक मूल्य घटाव प्रति इकाई वास्तविक मूल्य है और सामग्री उपयोग विचरण प्रति इकाई मानक मूल्य गुणा यह कोष्ठक से बाहर है और कोष्ठक के अन्दर कुल मानक मात्रा जिसके खरीद की उम्मीद थी घटाव कुल खरीद की वास्तविक मात्रा होती है तो यह दोनों के बीच का विचरण है इसलिए यदि आप याद रखने के उद्देश्य से इन सूत्रों को देखते हैं तो आप सामग्री मूल्य विचरण के मामले में देख सकते हैं कि मात्रा कोष्ठक के बाहर है और प्रति इकाई मूल्य मानक और वास्तविक दोनों कोष्ठक के अंदर है और उपयोग विचरण के मामले में प्रति इकाई मूल्य बाहर है और मानक और वास्तविक मात्रा कोष्ठक के अंदर होती है तो आप यह जान सकते हैं कि बुनियादी अंतर यह है कि कोष्ठक के अंदर क्या है कोष्ठक के बाहर क्या है और इन 2 विचरणों की गणना कैसे करें और सामग्री लागत विचरण के बारे में मैंने आपसे पहले ही बात की है अब हम सामग्री मिश्रण विचरण की बात करते हैं सामग्री मिश्रण विचरण की गणना 3 अलग अलग तरीकों से की जा सकती है सामग्री मिश्रण विचरण जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम तैयार उत्पाद की 1 इकाई के निर्माण के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं तब सामग्री मिश्रण विचरण महत्वपूर्ण हो जाता है उदाहरण के लिए दवाई जैसे कुछ उद्योग हैं जब हम दवाओं का निर्माण करते हैं तो हम कई प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करते हैं इसी तरह रासायनिक उद्योग पेंट उद्योग जहां 1 लीटर पेंट के निर्माण के लिए कई प्रकार के कच्चे माल सामग्री के मिश्रण का उपयोग किया जाता है 1 दवा के निर्माण के लिए उस अणु को उपयोगी दवा में परिवर्तित करने के लिए हमें उस 1 दवा के निर्माण के लिए कई प्रकार की सामग्री का उपयोग करना होगा तो इसका मतलब है कि हमें तैयार उत्पाद के 1 इकाई के उत्पादन के लिए सामग्री का एक मिश्रण बनाना है अर्थात मिश्रण विचरण वैसे विनिर्माण क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण है जहां तैयार उत्पाद की 1 इकाई के लिए कई सामग्रियों का उपयोग किया जाता है तो सामग्री संरचना क्या है सामग्री मिश्रण क्या है और इसका उपयोग कैसे करना है हम ये सब जानेंगे तो इस मामले में हमारे पास सामग्री मिश्रण विचरण की गणना के लिए 3 स्थितियां हैं पहली स्थिति वह है जब मिश्रण का वास्तविक वजन पहला मामला जब मिश्रण का वास्तविक वजन और मिश्रण का मानक वजन अलग नहीं है इसलिए उदाहरण के लिए हमने जो मानक वजन तय किया वह यह है कि हम उत्पाद की 100 इकाइयों के निर्माण के लिए कच्चे माल का 450 किलोग्राम उपयोग करेंगे और वास्तविक वजन और मानक वजन अलग अलग है क्षमा करें वास्तविक और मानक वजन में कोई अंतर नहीं है लेकिन विभिन्न सामग्रियों की संरचना में अंतर हो सकता है इसलिए एक सामग्री जिसको हमने 10 इकाइयों में उपयोग करने के बारे में सोचा था अब उसे घटाकर 5 इकाई कर दिया है लेकिन दूसरे को 5 इकाई बढ़ा दिया गया है इसलिए कुल वजन समान है लेकिन अनुपात बदल गया है तो उस मामले में अगर मानक मिश्रण और वास्तविक मिश्रण में कोई अंतर आता है लेकिन कुल वजन समान है लेकिन मिश्रण बदल गए हैं संरचना बदल गई है तब हमें विचरण की गणना करनी होगी और अगर ऐसा है तो हम इस पहले मामले में विचरण की गणना कैसे करते हैं जब मिश्रण का वास्तविक वजन और मिश्रण का मानक वजन भिन्न नहीं होता है तो इस मामले में सामग्री मिश्रण विचरण क्या है सामग्री की प्रति इकाई मानक लागत गुणा मानक मात्रा घटाव वास्तविक मात्रा इस तरह से आप सामग्री मिश्रण विचरण की गणना कर सकते हैं सामग्री की प्रति इकाई मानक लागत गुणा मानक मात्रा घटाव वास्तविक मात्रा तो ऐसी स्थिति में जब अनुपात बदल गया हो मिश्रण बदल गया हो लेकिन वजन समान है तब सामग्री मिश्रण विचरण की गणना करने का यह एक बहुत ही सरल तरीका है तो इसका मतलब है कि आप सामग्री मिश्रण विचरण की गणना कर सकते हैं यह पहला मामला है दूसरा मामला यह है कि यदि किसी कारण से मानक को संशोधित किया जाता है तो एक संभावना हो सकती है कि सामग्री की एक श्रेणी उपलब्ध नहीं है इसलिए हमें अन्य 2 श्रेणियों या अन्य 3 श्रेणियों की अधिक सामग्री का उपयोग करना होगा या वांछित मात्रा में सामग्री की पहली 2 श्रेणियां उपलब्ध नहीं हैं इसलिए हमें सामग्री की उस पहली 2 श्रेणियों के अनुपात को कम करना होगा और हमें सामग्री की तीसरी और चौथी श्रेणी की मात्रा बढ़ानी होगी तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा हमें मानकों को संशोधित करना होगा चुकी अनुपात बदल रहा है बाजार में सामग्री उपलब्ध नहीं है हम सर्वोत्तम मिश्रण चाहते थे लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि वांछित मात्रा में सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं है इसलिए अगर वह उपलब्ध नहीं है तो क्या करना होगा हमें मानकों को संशोधित करना होगा तो यह संभव है कि सामग्री 1 और 2 की मात्रा को कम करना होगा और सामग्री 3 और 4 का उपयोग बढ़ाना होगा अंततः इसका मतलब है कि मानक को संशोधित किया गया है और जब मानक को संशोधित किया गया है लेकिन वजन फिर से समान हैं वे बदले नही हैं तब उस मामले में सामग्री मिश्रण विचरण क्या होगा यदि मानक को किसी एक सामग्री की कमी के कारण संशोधित किया जाता है तब उस स्थिति में हम विचरण की गणना कैसे करेंगे सामग्री की प्रति इकाई मानक लागत गुणा संशोधित मानक मात्रा घटाव वास्तविक मात्रा इसलिए हमें सामग्री मिश्रण विचरण ज्ञात करने के लिए यह करना होगा यह एक और आवश्यकता है अब हम सामग्री मिश्रण मामले में अगले विचरण को लेते हैं और उस स्थिति में इसकी गणना कैसे करें और वह तीसरा मामला यह है तीसरी स्थिति यह है कि जब सामग्री का वास्तविक वजन मानक भार से भिन्न होता है तो उस स्थिति में सामग्री मिश्रण विचरण की गणना कैसे करें ठीक है यदि सामग्री का वास्तविक वजन मानक वजन से भिन्न है इसका मतलब है कि इस मामले में अनुपात भी बदल गया है और अब वजन भी भिन्न हो गया है उदाहरण के लिए तैयार उत्पाद की 100 इकाइयों के निर्माण के लिए मानक वजन 500 इकाइयाँ था वास्तव में ऐसा मानक है लेकिन अगर आप वास्तविक को देखते हैं तो तैयार उत्पाद के 100 इकाइयों के निर्माण के लिए वास्तविक 600 इकाइयां हैं अब इसका मतलब है कि दोनों वज़न अलग हैं मानक वजन अलग है वास्तविक वज़न अलग है और अगर यह स्थिति होती है यदि यह अंतर सामने आता है तो इन विचरणो की गणना कैसे करें यानि सामग्री मिश्रण विचरण की जब सामग्री मिश्रण के वास्तविक वज़न और मानक वज़न में अंतर हो तो उन विचरणो की गणना कैसे करें सूत्र है वास्तविक मिश्रण का कुल भार भाग मानक मिश्रण का कुल भार गुणा मानक मिश्रण की मानक लागत घटाव वास्तविक मिश्रण की मानक लागत इस सूत्र की मदद से आप सामग्री मिश्रण विचरण की गणना कर सकते हैं इस तरह हमने 3 स्थितियों को देखा है जब मिश्रण का वास्तविक वजन और मिश्रण का मानक वजन अलग अलग नहीं है तब सामग्री मिश्रण विचरण की गणना कैसे करें दूसरा मामला है अगर मानक को संशोधित किया जाता है यदि मानक मिश्रण को 1 विशेष प्रकार की सामग्री या 2 प्रकार की सामग्री की कमी के कारण संशोधित किया जाता है तो सामग्री मिश्रण विचरण की गणना कैसे करें और जब दोनों भार यानि मिश्रण के वास्तविक वजन और मानक वजन में अंतर हो फिर कैसे विचरणों की गणना की जाए इन 3 स्थितियों के लिए ये 3 सूत्र हैं और हम सामग्री मिश्रण विचरण की गणना के लिए इन 3 सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं अब हम अगले विचरण की ओर बढ़ते है और आखिरी विचरण को सामग्री प्रतिफल विचरण यानि एमवाईवी कहा जाता है तो इस मामले में 2 स्थितियां हैं पहला मामला उस विचरण की गणना का है जब मिश्रण का मानक और वास्तविक वजन भिन्न नहीं होता है जब मिश्रण के मानक और वास्तविक वजन भिन्न नहीं होते हैं तो सामग्री प्रतिफल विचरण की गणना कैसे करें और फिर दूसरी स्थिति वह होगी जब मिश्रण का मानक और वास्तविक वजन में अंतर होगा तब हमें विचरण की गणना करनी होगी क्योंकि क्या होगा यह संभव हो सकता है कि इसका मतलब है कि जब हम पहली स्थिति को लेते है तब हमारा मानक मिश्रण क्या था वास्तविक मिश्रण क्या था वे समान हैं उदाहरण के लिए मानक मिश्रण सामग्री ए की 2 इकाइयां सामग्री बी की 3 इकाइयां सामग्री सी की 4 इकाइयां और सामग्री डी की 5 इकाइया है सही है हमने वास्तविक मिश्रण में भी इसी अनुपात को लिया है और फिर हम यह पता लगाना चाहेंगे कि दिए गए मानक और वास्तविक के कुल आगत के लिए क्या प्रतिफल प्राप्त हुआ है उस मिश्रण का निर्गत क्या है उदाहरण के लिए इन सामग्रियों की कमी के कारण इन 4 सामग्रियों A B C और D या 1 2 3 और 4 यदि आपको उस अनुपात को संशोधित करना है जैसे अब उत्पाद A की 2 इकाइयाँ के बदले 3 इकाइयों का उपयोग करना होगा लेकिन उत्पाद B की 3 इकाइयों के मामले में हमें इसे कम करके B की 2 इकाइयाँ करना होगा तब इसका मतलब क्या होगा वजन वही रहेगा लेकिन अनुपात बदल गया है यानि अनुपात बदल गया है ए बी सी डी के 2 3 4 5 से शायद यह 3 2 5 और 6 इकाइयां हो गया हैं तो क्या होगा तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बदलाव का असर प्रतिफल या वास्तविक उत्पादन पर हो सकता है इसलिए हमें 2 स्थितियों में प्रतिफल विचरण का पता लगाना होगा सामग्री प्रतिफल विचरण की एक स्थिति वह है जब मानक और वास्तविक मिश्रण में अंतर नहीं होता है तब सामग्री प्रतिफल विचरण की गणना कैसे करें और दूसरे मामले में जब वे भिन्न होते हैं मिश्रण अलग अलग होते हैं तो सामग्री प्रतिफल विचरण की गणना कैसे करें यहाँ सामग्री प्रतिफल विचरण का सूत्र है मानक दर गुणा वास्तविक प्रतिफल घटाव मानक प्रतिफल यह सामग्री प्रतिफल विचरण है अब इस मानक दर की गणना कैसे करें यह मानक दर है इसकी गणना कैसे करें मानक दर मानक मिश्रण की मानक लागत भाग शुद्ध मानक निर्गत है तो इसे मानक दर कहा जाता है ये शुद्ध मानक निर्गत क्या है मानक निर्गत सकल निर्गत घटाव मानक हानि है यही शुद्ध मानक निर्गत है मानक दर मानक मिश्रण की मानक लागत भाग शुद्ध मानक निर्गत है और शुद्ध मानक निर्गत क्या है यह सकल निर्गत है देखें कि क्या संभावना हो सकती है हमें मानक आगत कच्चे माल A B और C के लिए 2 इकाइयाँ 3 इकाइयाँ 4 इकाइयाँ दिया गया है और हमें उम्मीद थी कि अगर हम इतनी आगत दे अगर हम 20 इकाईयों की आगत दे तो हमें तैयार उत्पाद की 18 इकाईयों की उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि 20 इकाईयों की आगत आपको तैयार उत्पाद की 20 इकाईयां नहीं देंगे उदहारण के लिए तैयार उत्पाद की 1 इकाई के निर्माण के लिए 20 इकाइयाँ की आगत आप तैयार उत्पाद की एक इकाई का निर्माण करने के लिए विभिन्न उत्पाद ए बी सी और डी की 20 इकाईयों का उपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तैयार उत्पाद की 5 इकाइयों के निर्माण के लिए आपको आगत की कितनी इकाइयाँ देनी होंगी अर्थात तैयार उत्पाद की 5 इकाइयों को पाने के लिए सामग्री की 4 विभिन्न श्रेणियों A B C और D की 100 इकाइयां देनी है तो इसका मतलब है कि हम 5 की गणना कैसे कर रहे हैं हम यह पता लगा रहे हैं कि यह संभव हो सकता है कि कुल आगत में से कुछ आगत बर्बाद हो जाएगा और आखिरकार सभी अपव्यय को समायोजित करने के बाद हम शुद्ध निर्गत प्राप्त करेंगे जो 5 इकाइयां होंगी इसीलिए हम यहां सकल प्रतिफल की बात कर रहे हैं यह संभव हो सकता है कि 6 हो लेकिन एक मानक नुकसान होगा क्योंकि विनिर्माण प्रक्रिया में कुछ सामग्री बर्बाद हो जाएगी तब अंततः शुद्ध उत्पादन 5 इकाइयाँ होंगी यह 5 इकाइयाँ होंगी इसलिए आपको हानि के लिए भी समायोजन करना होगा कुछ अनुमानित नुकसान हैं कि सभी आगत को निर्गत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है प्रक्रिया के दौरान कुछ सामग्री अपव्यय के कारण ख़त्म जाती है जो मानक अपव्यय अपेक्षित अपव्यय हैं तो उस स्थिति में अगर ऐसा होनेवाला है तो हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि शुद्ध मानक निर्गत क्या होगा शुद्ध मानक निर्गत सकल मानक निर्गत घटाव मानक अपव्यय होता है सकल मानक निर्गत में से इस मानक अपव्यय को समायोजित करने के बाद करने के बाद शुद्ध मानक निर्गत मिलता है और मानक दर मानक मिश्रण की मानक लागत भाग शुद्ध मानक निर्गत होती है यह सामग्री प्रतिफल विचरण है ऐसे मामले में जब मानक मिश्रण और वास्तविक मिश्रण में अंतर नहीं होता है अब आप दूसरे मामले के बारे में बात करते हैं दूसरे मामले में अगर वास्तविक मिश्रण मानक मिश्रण से अलग है तो इसका मतलब है जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 4 आगतों A B C D का उपयोग कर रहे हैं A की 2 इकाइयाँ B की 3 इकाइयाँ C की 4 इकाइयाँ और D की 5 इकाइयाँ लेकिन किसी भी प्रकार की सामग्री की कमी के कारण A कम हो सकती है इसलिए B को बढ़ाना होगा सी को कम करना होगा और डी को बढ़ाना होगा यह संभव हो सकता है और यदि यह स्थिति होती है तो इसका मतलब है कि मिश्रण अलग है अब मानक अलग था मानक ए बी सी और डी की 2 3 4 और 5 इकाइयाँ थीं वास्तव में अब किसी भी प्रकार की सामग्री की कमी के कारण यह बदल गया है अब A 3 है और B 2 है और C 1 है और D 4 है इसलिए अंततः कुल वजन वही है तैयार उत्पाद की 1 इकाई प्राप्त करने के लिए अनुपात बदल गया है उस स्थिति में जब मानक मिश्रण और वास्तविक मिश्रण में अंतर होता है मैंने यहाँ 'भिन्न नहीं होते है' शब्द का प्रयोग किया है लेकिन अब दूसरा मामला यह है कि हम अब भिन्न का उपयोग कर रहे हैं मानक मिश्रण और वास्तविक मिश्रण में अंतर है वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं इसलिए उस स्थिति में इस विचरण की गणना के लिए इस विचरण का उपयोग कैसे किया जाएगा अब इस मामले में हम यह करेंगे कि मानक दर वही रहेगी मानक दर गुणा वास्तविक प्रतिफल घटाव संशोधित मानक प्रतिफल क्योंकि जब अनुपात बदल रहा है तो प्रतिफल बदल जाएगी जब अनुपात बदलेगा तब प्रतिफल बदल जाएगी तो इसका मतलब है कि यह मानक दर गुणा वास्तविक प्रतिफल घटाव संशोधित मानक प्रतिफल होगी हमें मानक मिश्रण में बदलाव के कारण मानक प्रतिफल में संशोधन करना होगा मानक मिश्रण बदल गया है मानक और वास्तविक मिश्रण भिन्न हैं मानक अलग है वास्तविक अलग है जैसा कि मैंने आपको बताया था मानक 2 3 4 और 5 इकाइयाँ थी वास्तविक अलग अनुपातों में है जहाँ हमने ए बी सी और डी का उपयोग तैयार उत्पाद की 1 इकाई प्राप्त करने के लिए किया है ऐसी स्थिती में वास्तविक निर्गत में कुछ संभावित अंतर होगा यह बढ़ या घट सकता है इसलिए हमें इस प्रतिफल विचरण की गणना एक सूत्र द्वारा करनी होगी मानक दर गुणा वास्तविक प्रतिफल घटाव संशोधित मानक प्रतिफल और यहाँ मानक दर भी बदल जाएगा तो आप मानक दर की गणना कैसे करेंगे मानक दर संशोधित मानक मिश्रण भाग शुद्ध मानक निर्गत की मानक लागत होगी मानक दर संशोधित मानक मिश्रण भाग शुद्ध मानक निर्गत की मानक लागत होगी तो यह अब मानक लागत होगी संशोधित मानक मिश्रण भाग शुद्ध मानक निर्गत क अतः अब हमारे पास कुछ विशिष्ट प्रकार की सामग्री की अनुपलब्धता के कारण संशोधित मानक मिश्रण है तो ये 5 विचरण हैं सामग्री लागत मूल्य उपयोग मिश्रण और प्रतिफल विचरण इन विचरणो की गणना कैसे करें हमने इन सूत्रों इन विधियों को नोट किया है और अब हम इन सूत्रों को कुछ समस्याओं पर लागू करेंगे हम अब अगली कक्षा में कुछ समस्याओं पर चर्चा करेंगे जहाँ हम विचरणों की गणना करेंगे हम सीखेंगे कि विचरणों की गणना कैसे की जाए और एक बार वे विचरण हमारे पास उपलब्ध हों जाये वे आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हों जाये फिर हम सीखेंगे कि कैसे उन विचरणों का विश्लेषण किया जाए कैसे उन विचरणों का विश्लेषण करें इसलिए विचरणों से सम्बंधित शेष अन्य बातों और सामग्री विचरण से जुड़े कुछ समस्याओं को हल करने के लिए मैं अगली कक्षा में चर्चा करूंगा